Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 51 लेक्चर 51 Magnetic Circuits मेग्नेटिक सर्किटस तो अब तक हमने DC सर्किट का अध्ययन किया है फिर आपके साथ सिंगल फेज AC सर्किट जिसे आप रेगुलेशन कहते हैं साथ ही आपके द्वारा देखे गए मैक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थ्योरी और थ्री फेज सर्किट्स भी रिफर स्लाइड टाइम 0034 अब मेग्नेटिक सर्किट शुरू करेंगे पहली बात यह है कि मेग्नेटिक सर्किट में चीजें बहुत सरल होंगी केवल एक या दो चीजों को समझना होगा और अगली चीजें आसान होंगी खासकर कपलिंग के साथ मेग्नेटिक सर्किट में तो म्यूच्यूअल कपलिंग तो और इसे समझना होगा और पाएंगे कि चीजें बहुत आसान हैं तो वास्तव में एक मेग्नेटिक सर्किट में मेग्नेट के आसपास के क्षेत्र को मेग्नेटिक फील्ड कहा जाता है जो जानता है और यह इस क्षेत्र में है जिसे क्या कहते हैं कि मैगनेट के द्वारा प्रोडूस मैग्नेटिक फाॅर्स के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है रिफर स्लाइड टाइम 0113 तो अब यह है और एक और बात यह है कि इलेक्ट्रोमेग्नेटिक सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सभी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मशीनों का एक अनिवार्य एलिमेंट है और इलेक्ट्रो मैकेनिकल डीवाइसेस के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर जैसे स्टेटिक डिवाइस भी हैं तो और हमारा मेग्नेटिक फील्ड वास्तव में एक कपलिंग माध्यम है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के बीच किसी भी दिशा में एनर्जी के इंटरचेंज को एलाउ करता हैं इसलिए इसे वास्तव में मेग्नेटिक फील्ड कहा जाता है रिफर स्लाइड टाइम 0144 तो अगला इलेक्ट्रिक करंट का मेग्नेटिक इफ़ेक्ट है अब यह माना जाता है कि अब H को वास्तव में मेग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मेनेटिक फ़ोर्स कहा जाता है और पहले मैं आपको बता दूं यह एक कंडक्टर है यह एक कंडक्टर सर्कुलर कंडक्टर है और फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स लाइन और इस चीज को समझने की कोशिश करें इस फ्लक्स लाइन का मतलब है एक कागज ले लो और करंट प्लेन या पेपर में प्रवेश कर रहा है इसलिए यदि यह करंट की डायरेक्शन है यदि मेरा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो फ्लक्स लाइन इस कर्लिंग फिंगर को जाएगी तो यह है करंट की डायरेक्शन इस फ्लक्स का मतलब है कि करंट कागज में प्रवेश कर रहा है जिसका मतलब प्लेन में है और यह डायरेक्शन फ्लक्स की डायरेक्शन है इसलिए अगर मैं कहूं कि यह करंट प्लेन में इंटर कर रहा है या कागज़ की नोटबुक में यह कह रहा है कि यह प्रवेश कर रहा है तो यह फ्लक्स की डायरेक्शन है जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है और यही कारण है कि यही कारण है कि यह फ्लक्स लाइन है और यही कारण है कि यह फ्लक्स लाइन है यह क्लॉक वाइज डायरेक्शन है यह वास्तव में हैण्ड रूल है इसलिए मुझे बस एक या दो बातें समझनी हैं और यह यहाँ से यहाँ तक है इसे कुछ दूरी पर ले जाया जाता है इसे ही मेग्नेटिक फ्लक्स लाइन कहते हैं तो H वास्तव में मेग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है या कभी कभी इसे मेग्नेटिक फ़ोर्स कहते हैं इसे और क्या कहते है और यह बाद में उस r पर आएगा यह रेडिअस है तो इस मामले में मुझे इसे क्लियर करने दें तो H वास्तव में एक समान है यह मेग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के चारों ओर एक समान है इसलिए यह मूल रूप से इस पॉइंट के लिए टेनजेनशिअल है और यह कांस्टेंट रहता है रिफर स्लाइड टाइम 0337 तो यह वह फ्लक्स है जो करंट के चारों ओर है तो एक लॉन्ग स्ट्रैट कंडक्टर है जो इसे करंट में ले जाता है मैंने जो कुछ भी कहा है वह यहां लिखा है इस प्लेन के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करने का कारण करंट बनता है रिफर स्लाइड टाइम 0348 फ्लक्स की एक लाइन करंट के चारों ओर एक क्लोज पाथ है जैसे कि मेग्नेटिक फ़ोर्स इसके लिए टेनजेनशिअल है जो लाइन के चारों ओर स्थित है यह H है यह H है H मेग्नेटिक इंटेंसिटी या मेग्नेटिक फ़ोर्स है रिफर स्लाइड टाइम 0404 तो फ्लक्स की डायरेक्शन मैंने हैंड रूल को बताया मैं आपको बस समझाता हूं मैंने जो कुछ भी कहा है उसके माध्यम से जाना वही सब कुछ यहां है रिफर स्लाइड टाइम 0413 तो अब H को कोसटिव करंट के रूप में परिभाषित किया गया है जो बाद में आएगा जो कि कोसटिव करंट है फ्लक्स लाइन की पर यूनिट लेंग्थ करंट के इन्क्लोस है अब इस मामले में सिमिट्री के कारण H प्रत्येक फ्लक्स लाइन के साथ एक समान है तो यह वास्तव में है अगर देखो कि इस फ्लक्स लाइन को कॉनसेनट्रिक और यूनिफार्म कहा जाता है तो H वास्तव में प्रत्येक फ्लक्स पर टेनजेनशिअल और यूनिफार्म होता है तो इसे कहते हैं इस मामले में सिमिट्री के कारण H प्रत्येक फ्लक्स लाइनों के साथ यूनिफार्म है रिफर स्लाइड टाइम 0451 चूंकि रेडिअस r में किसी भी फ्लक्स लाइन के लिए H एक फ्लक्स लाइन के साथ टेनजेनशिअल है इसलिए H I 2π r एम्पीयर पर मीटर इसका मतलब है कि यह फ्लक्स लाइन r की रेडिअस है यहाँ डायग्राम में कहें रिफर स्लाइड टाइम 0511 यह r फ्लक्स लाइन की रेडिअस है यह फ्लक्स लाइन की रेडिअस है r और यह यूनिफार्म है यह एक सर्कुलर है तो यह सरकमफेरेंस 2π r है जो वास्तव में लंबाई l 2π r है इसलिए H यह I 2π r होगा यह पर मीटर एम्पीयर है यह एम्पीयरस लॉAmpere's law है इसलिए मैं इसे क्लियर कर दूं तो यह वास्तव में H I 2 π r एम्पीयर पर मीटर कहलाता है जो कि एम्पीयरस लॉ है रिफर स्लाइड टाइम 0540 अब फ्लक्स डेंसिटी B फील्ड इंटेंसिटी के माध्यम से स्थापित हो गया है जो कि प्रॉपर्टी है तो हवा या किसी नॉन मेग्नेटिक माध्यम के लिएमेग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मेग्नेटाइजिंग फ़ोर्स का अनुपात एक कांस्टेंट है अर्थात यदि B फ्लक्स डेंसिटी हैं यह टेस्ला या वेबर पर मीटर2 यह यूनिट है और H मेग्नेटिक फील्ड एम्पीयर पर मीटर या बाद में देखेंगे कि यह एम्पीयर टन पर मीटर है कि B H कांस्टेंट है तो इसका फ्लक्स डेंसिटी और मेग्नेटाइजिंग फ़ोर्स का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है रिफर स्लाइड टाइम 0614 और इस कांस्टेंट को μ 0 के रूप में परिभाषित किया जाता है इसलिए फ्री स्पेस की पर्मेअबिलिटी या मेग्नेटिक स्पेस कांस्टेंट इसे फ्री स्पेस की पर्मेअबिलिटी या मेग्नेटिक स्पेस कांस्टेंट कहा जाता है रिफर स्लाइड टाइम 0627 और μ 0 या तो 4 π 10 7 वेबर पर एम्पीयर मीटर या यह हेनरी पर मीटर या तो यह यूनिट या यह यूनिट वेबर पर एम्पीयर मीटर या हेनरी पर मीटर तो B 0 H B फ्लक्स डेंसिटी है यह 0 H है और यह वेबर पर मीटर 2 या टेस्ला यह यूनिट है तो फ्री स्पेस के अलावा अन्य सभी मीडिया के लिए वास्तव में B 0 rH रिफर स्लाइड टाइम 0658 तो μ जहां μr रिलेटिव पर्मेअबिलिटी है और इसे वैक्यूम में डिवाइडेड फ्लक्स डेंसिटी में r फ्लक्स डेंसिटी के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि नुम्रेटर में भी फ्लक्स डेंसिटी डीनोमिनेटर में भी फ्लक्स डेंसिटी तो यह मूल रूप से डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी इसलिए वैक्यूम में फ्लक्स डेंसिटी रिफर स्लाइड टाइम 0720 तो मेग्नेटिक मटेरियल के प्रकार के साथ μr बदलता रहता है और चूंकि यह फ्लक्स डेंसिटी का अनुपात है मैंने आपको बताया इसकी कोई यूनिट नहीं है यह एक डायमेंशनलेस है साथ ही लिख सकते हैं कि B H के बजाय μ0 लिख सकते हैं H किसी भी मटेरियल में H किसी भी विशेष रूप से क्या मटेरियल बोलते है रिफर स्लाइड टाइम 0744 अत जहाँ 0 r इसे एबसलयूट पर्मेअबिलिटी कहते हैं तो0 r और यूनिफार्म फ्लक्स डेंसिटी के लिए फील्ड से गुजरने वाला फ्लक्स B A B फ्लक्स डेंसिटी है मान लीजिए वेबर पर मीटर2 A एरिया है यह मीटर2 है B A यह वेबर है तो यह सिंपल है ये सभी सिंपल फार्मूला हैं B H 0 r और B A रिफर स्लाइड टाइम 0823 अब मेग्नेटिक सर्किट अब आइए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एटोरॉयडल रिंग पर विचार करें जहां μ 1 से अधिक हो यह आयरन हो सकता है यह कोबाल्ट और निकल आदि हो सकता है इसलिए इसे एटोरॉयडल रिंग माना जाता है रिफर स्लाइड टाइम 0837 अब यह एक सर्कुलर रिंग है जो क्या करेगा वह कौन सा कॉल करेगा जो मीन पाथ है यह वास्तव में मीन फ्लक्स पाथ है जो की मीन डिस्टेंस लेगा तो यहाँ से मीन रेडिअस कैपिटल R है और यह कोर सर्कुलर कोर है इसलिए इसका डाईमेटेर d है यदि इसका डाईमेटेर d है तो एरिया π 4 d 2 होगा यदि यह मीटर है तो यह मीटर2 होगा यदि d मीटर में है यह वह क्रॉस सेक्शनल एरिया है यह सर्कुलर है यह मीन फ्लक्स है जिसे मीन फ्लक्स पाथ कहते हैं अब मैं इसे क्लियर कर दूं मुझे थोड़ा ऊपर जाने दें रिफर स्लाइड टाइम 0926 अब यदि देखें यह यदि यह डायग्राम इस डायग्राम को देखें तो यह इस पर कोइल वाउंड है जो इस टॉरॉयडल रिंग को कहते हैं अब वास्तव में इसमें प्रवेश करने वाला करंट इस रिंग में प्रवेश करने वाले करंट में नंबर ऑफ़ टर्न N है इसलिए जब भी अब यहां समझना होगा कि मैं इसे 1 से 90oo तक नहीं घुमा सकता मैं बताऊंगा कि पहली बात यह है कि यह लीकेज फ्लक्स पार्ट भी हल है और फिर यह मीन फ्लक्स पाथ है अब प्रश्न यह है कि यह कोइल है कोइल है तो कोइल को ऐसे लपेटें कोइल को ऐसे पकड़ें और यही करंट प्रवेश कर रहा है यह करंट प्रवेश कर रहा है यह करंट है और अंत में करंट लीव हो रहा हैं तो अगर कंडक्टर को इस तरह ग्रेब करते है तो यह मीन फ्लक्स पाथ की डायरेक्शन होगी यह फ्लक्स पाथ की डायरेक्शन है यदि मैं उदहारण के लिए यह वही है जो इस कंडक्टर को ग्रेब करता है यह कोइल से इसे इस तरह पकड़ते है तो यह फ्लक्स पाथ की डायरेक्शन होगी तो अगर मैं इसे इस तरह बनाता हूं तो यही कारण है कि यह मेरा डायरेक्शन यह करंट की डायरेक्शन में मेरा मतलब है पकड़े और फिर यह थम्व फ्लक्स पाथ की डायरेक्शन होगी तो इस मामले में अगर इसे इस तरह हैण्ड के द्वारा अगर इस तरह से पकड़ो इस वाइंडिंग को हैण्ड के द्वारा तो क्या कहते हैं तो थम्ब फ्लक्स पाथ की डायरेक्शन होगी तो यह मीन फ्लक्स पाथ है और कुछ लीकेज होगा इसलिए यह लाइन भी कुछ लीकेज फ्लक्स पाथ है तो यह वास्तव में आ रहा है यह वास्तव में डायरेक्शन होगी जैसे थम्ब कि डायरेक्शन में अगर इसे हैण्ड पकड़ लेता है तो यह वास्तव में है और यह N टर्न है और यही फ्लक्स पाथ एकमात्र चीज है जिसकी डायरेक्शन को समझने की जरूरत है तो और जो भी कोर लेगा उसको मीन फ्लक्स पाथ बोलते है वह मीन रेडिअस या मीन लंबाई को क्या कहेगा मान लीजिए उदहारण के लिए मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए कि इसकी थिकनेस है मान लीजिए कि यदि इसकी थिकनेस कितनी भी हो तो मीन पाथ लें यह यहाँ से यहाँ तक मीन पाथ को कैलकुलेट करेगा क्योंकि हमें मीन के लिए जाना होगा यह मानते हुए कि क्या बोलते है जो कि यूनिफार्म क्रॉस सेक्शन है कुछ मीन फ्लक्स पाथ को मान लेते हैं तो यह मेरा मीन फ्लक्स पाथ है तो कॉल फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन बाद में दिखाएगी कि DC सर्किट वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के अनुरूप है जो मेग्नेटिक सर्किट को कॉल करता है इसके अनुरूप क्वांटिटी क्या है रिफर स्लाइड टाइम 1153 तो इसका मतलब है यह एक रेडिअस का मतलब रेडिअस R है डाईमेटेर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन d है तो इस मामले में एक कोइल वाउंड के द्वारा कोर के रूप में कहा जाने वाला रिंग एक्ससाईट है मैंने बताया था यह N टर्न के साथ करंट को ले जाता है रिफर स्लाइड टाइम 1206 तो इसका मतलब है कि कोर में फ्लक्स लाइन एक करंट को बंद कर देती है Fm NI तो यह वास्तव में यहाँ N यह नंबर ऑफ़ टर्न है यह I है तो मेग्नेटाइजिंग फ़ोर्स या कभी कभी mmf कहते हैं जब कि Fm N I को एम्पीयर टर्न कहते हैं अगर I एम्पीयर है और N टर्न है तो यूनिटी एम्पीयर टर्न कहते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1228 अब कोसटिव करंट है जो मैंने आपको बताया था इस कोसटिव करंट का अर्थ है मेग्नेटिक सर्किट में मेग्नेटिक फ्लक्स के एक्सिसटेन्स के कारण इसलिए इसे एक कोसटिव करंट कहते हैं इसलिए इस फ्लक्स को स्थापित करना तो इसे मैग्नेटोमोटिवफोर्स के रूप में जाना जाता है कभी कभी इसे mmf कहते हैं इसलिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो Fm वास्तव में मैग्नेटोमोटिव फोर्स है कभी कभी इसे mmf पर कहते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1259 तो सिमिट्री के द्वारा इस कोर में H कांस्टेंट है क्योंकि यह प्रत्येक फ्लक्स लाइन का एक राउंड है और रेडिअस के मीन फ्लक्स मीन फ्लक्स लाइन के लिए रेडिअस कैपिटल रेडिअस कैपिटल R मेग्नेटाइजिंग फ़ोर्स या मेग्नेटिक इंटेंसिटी इसे H N I 2 π R के रूप में लिखा जा सकता है पहले इसे हम I 2π r लिख रहे हैं लेकिन यहाँ N नंबर ऑफ़ टर्न हैं इसलिए H N I 2 π R तो NI एम्पीयर टर्न है और यह लेंग्थ तो एम्पीअर पर मीटर टर्न है और फिर N I Fm यहां परिभाषित Fm NI है रिफर स्लाइड टाइम 1334 तो यहाँ सब्सटीटयूट करें यह Fm 2 π R एम्पीयर पर मीटर टर्न होगा या H Fm lएम्पीयर टर्न पर मीटर लिख सकते है जबकि l वास्तव में मीन फ्लक्स पाथ की लंबाई के बराबर है जो कि सर्क्यूमेफेरेंस है जो 2π R है तो H Fml रिफर स्लाइड टाइम 1356 तो अगला मीन फ्लक्स डेंसिटी है यह ज्ञात है Bμ H तो लेकिन H Fm l तो B Fm l वेबर पर मीटर2 या टेस्ला या μ यह यूनिट है रिफर स्लाइड टाइम 1408 अब फ्लक्स A B A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और B फ्लक्स डेंसिटी है तो A B यानी B Fm l तो Fml तो इसका मतलब है मेरा ∅ Fm डिवाइडेड l Aμ लिख सकता है या Fm R लिख सकता है या लिख सकता है PFm तो R को वास्तव में lA μM कहते हैं यह पर वेबर इसकी यूनिटी एम्पीयर टर्न है इसे मेग्नेटिक सर्किट का रीलकटेन्स कहा जाता है इसे मेग्नेटिक सर्किट का रीलकटेन्स कहा जाता हैया P 1 R इसे वेबर पर एम्पीयर टर्न कहा जाता है तो यहाँ यह R वास्तव में एम्पीयर टर्न पर वेबर है और P R का रेसिप्रोकल है रीलकटेन्स सिर्फ वेबर होगी यह यूनिट मेग्नेटिक सर्किट के इस फिजिकल प्रिमिएंस के वेबर या एम्पीयर टर्न होगी तो वास्तव में DC सर्किट में अगर कम्पेअर करें कि Fm वास्तव में DC सर्किट emf में वोल्टेज को क्या कहते हैं तो यहां यह mmf है अब वास्तव में DC सर्किट में कहते हैं कि अगर यह एक करंट है तो यहां मेग्नेटिक सर्किट के अनुरूप एक फ्लक्स है और R DCसर्किट में रेजिस्टेंस है जबकि यह मेग्नेटिक सर्किट में रीलकटेन्स है यह उसी के अनुरूप है और DC सर्किट में प्रिमिएंस g 1 R यहां पर कंडकटेन्स 1R है जो कि वेबर पर एम्पीयर टर्न है इसलिए मेग्नेटिक सर्किट की प्रिमिएंस हैं रिफर स्लाइड टाइम 1542 तो इसका मतलब है अगर मैं इसे एक टेबुलर फॉर्म में रखता हूं जो समान चीज को एनालॉग करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में emf कहते हैं E मेग्नेटिक सर्किट में एक वोल्ट है यह Fm के अनुरूप है यहाँ करंट I एम्पीयर में है जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स वेबर के एनालॉग है अब रेसिस्टेंस R ओम इलेक्ट्रिक सर्किट में पर मैग्नेटिक सर्किट में रीलकटेन्स R एम्पीयर टर्न पर वेबर या हेनरी या रेसिप्रोकल रिफर टाइम 1603 हेनरी टू पावर H 2 पॉवर इसका मतलब है 1 हेनरी और करंट I E R जो कि emf R को जानता है और यहाँ यह फ्लक्स भी उस FmR के अनुरूप है क्योंकि Fm E और R रीलकटेन्स के अनुरूप है R रेजिस्टेंस के अनुरूप है तो FmR इसलिए इसे वास्तव में mmf रीलकटेन्स कहा जाता है यहां यह emf रेजिस्टेंस है जो mmf रीलकटेन्स है और R rho l A पता है रीलकटेन्स के मामला में यह l Aμ so l Aμ 0 μr है μμयह वह है जिसे इलेक्ट्रिकल सर्किट और मेग्नेटिक सर्किट के अनुरूप कहते हैं जब मेग्नेटिक सर्किट को हल करेंगे उसी तरह से सुपरपोजीशन करेंगे या अब करंट होगा यहां भी मेग्नेटिक सर्किट ड्रा कर सकते हैं और इस तरह हल कर सकते हैं तो चीजें बहुत सरल हैं केवल एक चीज यह है कि हैण्ड रूल थोड़ा सा शायद विभिन्न उद्देश्यों के लिए हैण्ड रूल लागू होता है तो क्योंकि पोलरिटी इस मेग्नेटिक इकउइवेलेंट सर्किट को इलेक्ट्रिकल की तरह क्यों बनाती है यह जानना होगा कि कौन सा होगा मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट के अनुरूप होगा और कौन सा होगा जो वास्तव में हैण्ड रूल से होगा उस को निर्धारण करके देखेंगे रिफर स्लाइड टाइम 1718 तो अब अगर DC सर्किट को मेग्नेटिक सर्किट इस तरह बनाते हैं तो यह Fm है और यह ∅ है यह R है रिफर स्लाइड टाइम 1744 वास्तव में इसे कैसे लिया गया है कि यदि इस पर आते हैं तो इस डायग्राम को क्या कहते हैं तो यदि देखो कि मैं कंडक्टर को पकड़ सकता हूं और फ्लक्स की डायरेक्शन थम्ब होगी तो इसका मतलब है फ्लक्स लाइन मान लीजिए यह मेरी फ्लक्स लाइन है यह मेरा फ्लक्स है इसलिए जैसा कि यह डायरेक्शन है वास्तव में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है रिफर टाइम 1750 इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या DC सर्किट कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के लिए जिसे कोई भी किसी भी वोल्टेज सोर्स को लेता है जो वास्तव में पॉजिटिव टर्मिनल रहता है जिसका अर्थ है कि यह मेरा है और फिर यह मेरा है तो यह मेरा Fm होगा Fm यह N I क्या कॉल करता हूं जो एम्पीयर टर्न पर मीटर है इसका मतलब है कि किस डायरेक्शन में फ्लक्स लेना है इसलिए यदि कंडक्टर को पकड़ें तो फ्लक्स निकल रहा है और फिर रीलकटेन्स डालें और सर्किट को बंद कर दें और इसे की डायरेक्शन कहते हैं तो वास्तव में यह वास्तव में Fm के बराबर है तो वास्तव में Fm रीलकटेन्स और Fm N I l है तो जब भी फ्लक्स मेरा मतलब है कि जब भी किसी डायरेक्शन में ले जाएं तो देखें कि फ्लक्स इस तरह निकल रहा है तो यह होगा इसके अनुरूप यह है लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो फ्लक्स की डायरेक्शन देख सकते हैं इस तरह फिर यह होगा और यह होगा यह फ्लक्स कि डायरेक्शन है मुझे लगता है कि मिल गया है यह मैं इसे बना दूंगा तो एक बार इसे समझने के बाद पाएंगे कि मेग्नेटिक सर्किट बहुत सरल है यही कारण है कि इस सर्किट को DC सर्किट कहने के लिए समान रूप से तैयार किया गया है यह DC सर्किट के अनुरूप है इसलिए Fm रीलकटेन्स तो इस तरह सर्किट ड्रा कर सकते हैं यहां तक कि एक या दो प्रॉब्लम देखेंगे कि इस तरह के सर्किट का उपयोग कैसे हल करें तो यह मेग्नेटिक सिस्टम के अनुरूप एक DC सर्किट है रिफर स्लाइड टाइम 1929 अगला यह बहुत ही सरल बात है आगे फ्रिंजिंग है यह फ्रिंजिंग फ्लक्स है जो कि एयर गैप है और यह एक कोर है यह कुछ एयर गैप के बीच एक और कोर है तो यह वास्तव में है अगर उस पर गौर करें तो फ्लक्स डेंसिटी एक समान नहीं है विशेष रूप से जिस कार्नर में यह कुछ अलग पाथ अपनाएगा वह सीधे उस पर नहीं जा रहा है यह कुछ अलग पाथ ले रहा है रिफर स्लाइड टाइम 1955 तो इसका मतलब है एक मेग्नेटिक कोर में एक एयर के गैप पर फ्लक्स फ्रिंज बाहर है नेइबोरिंग एरिया सॉरी नेइबोरिंग एयर पाथ जैसा कि फिगर 4 में दिखाया गया है तो यह इस तरह है यह इस तरह ले रहा है यह मूल रूप से नॉन लीनियर पाथ है तो रीलकटेन्स की तुलना गैप के साथ की जाती है रिजल्ट एयर गैप में एक समान फ्लक्स डेंसिटी है जो बाहर की ओर घट रहा है इसलिए मेरा मतलब है कि इसे बाहर की ओर कम करना है तो उस स्थिति में वह कौन सी कॉल है जो इफेक्टिव एयर गैप एरिया का विस्तार हैं और वे एवरेज गैप में कमी करते हैं जिसे एवरेज गैप फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं फ्रिंजिंग इफ़ेक्ट भी गैप के निकट कुछ डेप्थ तक कोर फ्लक्स पैटर्न को डिस्टर्ब करता है रिफर स्लाइड टाइम 2115 और एयर गैप की लंबाई के साथ फ्रिंजिंग का इफ़ेक्ट बढ़ता है मेरा मतलब है कि यह लंबाई पर निर्भर करता है तो मेरा मतलब है कि अगर यह मान लिया जाए कि यह एयर गैप की लंबाई बढ़ जाती है तो फ्रिंजिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ जाएगा तो इस प्रकार के हालांकि इस कोर्स के लिए विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे इसका अध्ययन नहीं करेंगे केवल यह आईडिया देने के लिए कि फ्लक्स डेंसिटी एक समान नहीं है इस फ्रिंज इफ़ेक्ट एरिया की वजह से एक इफेक्टिव एयर कम हो रही है इसलिए इसे फ्रिंजिंग कहा जाता है रिफर स्लाइड टाइम 2125 अब अगला हिस्टैरिसीस लूप है यहाँ कुछ समझना होगा कि हिस्टैरिसीस लूप क्या है क्योंकि मेग्नेटिक सर्किट इसे देखेगा इसलिए यह हिस्टैरिसीस लूप तो मेग्नेटिक इसे देखेगा जिसे हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं मान लीजिए यह फिगर 5 में है इसे ड्रा किया गया है रिफर स्लाइड टाइम 2131 अब मान लीजिए कि एक फेर्रोमेग्नेटिक मटेरियल जो पूरी तरह से डीमेग्नेटाइजड है वह है जिसमें B H 0 है अब आम तौर पर अगर यह बनाना चाहते हैं कि क्या पूरी तरह से फेर्रोमेग्नेटिक मटेरियल को डीमेग्नेटाइजड करना चाहता है तो जाने से पहले क्या करना है फिगर B H 0 बनाना है जिसका अर्थ है कि मुझे 0 होना है यदि H 0 है तो मुझे होना चाहिए मेरा मतलब सभी 0 तो यह क्या कर सकता है यह B H 0 मेग्नेटाइजिंग करंट को रिवर्स कर कह सकता है I बड़ी संख्या में जबकि एक ही समय में धीरे धीरे करंट को शून्य तक कम करना यानी कई बार देखना होगा मैग्नेटाइजिंग करंट की दिशा को रिवर्स करने के लिए मेरा मतलब बड़ी संख्या में है और साथ ही साथ धीरे धीरे करंट में शून्य को कम करना है तभी B H 0 मिलेगा और मुझे क्या कहते हैं इसके अधीन हो मेग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H के बढती वैल्यू के लिए और कोर्रेस्पोंडिंग फ्लक्स डेंसिटी B मापा जाता है तो इस मामले में क्या होगा जो पूरी तरह से उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कहा जाता है इसका मतलब है कि यह 0 से शुरू हो रहा है अब मैं क्या कर सकता हूं कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि एरिया इसे बनाने के बाद कोशिश कर रहे हैं H को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो H क्या कॉल करेगा यदि H का मतलब करंट में वृद्धि है तो यह पाथ ogb को फॉलो करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि H अब मेग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H कि बढती वैल्यू और कोर्रेस्पोंडिंग फ्लक्स डेंसिटी B मापा जाता है इसका मतलब है कि अब H कि वैल्यू बढ़ा रहे हैं फिर मूल से शुरू होगा कि 0 क्योंकि है पूरी तरह से क्या कॉल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं अब H को बढ़ा रहे हैं यानी करंट में बढ़ रहे हैं जो मैं कहता हूं रिफर स्लाइड टाइम 2330 तो उस स्थिति में करंट को बढ़ाने के बाद क्या होगा डोमेन वास्तव में अल्लिग्न होना शुरू हो जाता है और B और H के बीच रिजल्टइंग रिलेशनशिप दिखाया जाता है कर्वे o g b से तो यह कर्वे o gb है यह मिडिल लाइन है यह मिडिल कर्वे o g b मान लीजिए कि यह H तक पहुंच गया है रिफर स्लाइड टाइम 2352 अब यदि इस पर आते हैं तो अब H के एक विशेष मूल्य पर जैसा कि y में दिखाया गया है अधिकांश डोमेन एक अल्लिग्नड होंगे और फ्लक्स डेंसिटी को और बढ़ाना मुश्किल हो जाता है मटेरियल को सैचुरेटेड कहा जाता है इस प्रकार सैचुरेशन से फ्लक्स डेंसिटी का अर्थ है यह बढ़ रहा है अब करंट बढ़ रहा है एक वैल्यू तक पहुंच जाएगा जो कि o y है यह o है और यह y o y है तो उसके बाद भी अगर बढ़ता है तो Hmax यानी I को बढ़ाने की कोशिश करती है तो पाएंगे कि फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है इसलिए यह सैचुरेशन के बाद मैक्सिमम वैल्यू है और यह मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है और यह कह सकता है कि यह वही है जो सैचुरेटेड है इसलिए यहाँ लिखा गया है कि उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी में वृद्धि नहीं होगी मटेरियल को सैचुरेटेड कहा जाता है अब यह सैचुरेटेड है सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी B r के कारण है तो यह मेरा Hmax है और यह मेरा Bmax है यही कॉल है जिसे Bmax कहते हैं यह सैचुरेटेड है अब और एक बात है यह B r इसे सैचुरेटेड के रूप में नहीं रीड करते है यह वास्तव में बाद में देखेगा यह वास्तव में B रेसिदुअल है तो कोई भी रास्ता आ जाएगा तो यह एक तो बस 1 मिनट चलो मुझे यह बात रिफर स्लाइड टाइम 2523 तो उसके बाद क्या करेंगे कि अब यदि H कि वैल्यू कम कर दी जाए तो इसे कम करने का प्रयास किया जाता है यह पाया जाता है कि फ्लक्स डेंसिटी कर्वे bc को फॉलो करते है रिफर स्लाइड टाइम 2539 अब जब b c को कम करने की कोशिश करते हैं या किस कॉल को करंट को कम करने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि मैं इस कर्वे में करंट को कम करने के लिए क्यों आगे बढ़ रहा हूं इसलिए यह इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो जब H 0 मटेरियल में कुछ फ्लक्स होगा तो यह वास्तव में रेसिदुअल फ्लक्स कहलाता है तो यह o c वास्तव में o से c यानी Br है यह वास्तव में रेसिदुअल फ्लक्स है तो हालांकि H 0 लेकिन कुछ रेसिदुअल मेग्नेटीसम होगा इसे रेसिदुअल फ्लक्स कहा जाता है और यह रेसिदुअल फ्लक्स डेंसिटी है अब आगे यदि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए अब यह साइड आगे बढ़ रहा है तो यह किसी पॉइंट पर आ जाएगा कि यह पॉइंट od है तो कुछ वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में होगा कि H वैल्यू या करंट कि डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है उस समय यह पता चलेगा कि यह वैल्यू जिसे यह फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं यह वैल्यू धीरे धीरे और धीरे धीरे 0 पर आ रहा है उस पर इस पॉइंट पर B 0 मिलेगा तो क्या हो रहा है सबसे पहले यह यहां से है इसे बढ़ाकर तक पहुंच जाएगा सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी को कॉल करें फिर यह Bmax फिर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है उस को रिवर्स करते समय करंट अब घट रहा है करंट घट रहा है रिवर्स नहींकरंट घट रहा है तो इस पॉइंट पर यह आएगा कि कुछ रेसिदुअल फ्लक्स होगा आगे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं इसलिए यह इस हिस्से में आ जाएगा जहां H वैल्यू नेगेटिव होगा और इस पॉइंट पर फ्लक्स डेंसिटी B 0 मिलेगा वही फिलोसोफी होगा अगर आगे चलकर किस कॉल पर जाए जो करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा दे मेरा मतलब यह है जिस तरह से यह यहाँ तक पहुँचा है वैसे ही यह होगा और यह वहाँ मिलेगा जैसे सैचुरेटेड पॉइंट वहाँ मिलेगा और फिर से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि फिर से इस तरफ इस नेगेटिव करंट के साथ फिर से क्या कहते हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इस पॉइंट पर आ रहे हैं इसलिए कुछ रेसिदुअल मेग्नेटीसम फिर से यहां होगा और अंत में इस पॉइंट के बाद फिर से पहले की तरह देखो यह इस तरह आएगा और अंत में यह इस तरह आएगा तो इस तरह BH लूप पूरा हो जाएगा तो यह वास्तव में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ B H कर्वे को कॉल करता है तो यह क्या है इस बात को जो समझ में आया है यह एक मेनेटिक सर्किट की तरह μch नहीं होगा इसलिए समझाना होगा फिर किस कॉल को उस पर थोड़ा सा समझना होगा तो इसका मतलब है कि यहां सब कुछ दिया गया है यहां से यह शुरू होगा लेकिन अंत में यह आगे बढ़ेगा जैसे यह तो जो कुछ भी मैंने यहां लिखा है और जो कुछ भी मैं कहूंगा उस पर बस स्टेप स्टेप जाओ और यही इसके पीछे कि फिलोसोफी है रिफर स्लाइड टाइम 2825 तो यहाँ भी सब कुछ है जो मैंने कहा सब कुछ यहाँ लिखा है और एक बात यह है कि मेग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो रेसिदुअल मैगनेटीसम को हटाने के लिए आवश्यक है उसे केर्सिव फ़ोर्स कहा जाता है तो इस बार इस वैल्यू में यह वैल्यू वास्तव में यह वैल्यू है यह o d है यह है कि यह o d है इस हिस्से का हिस्सा है फ्लक्स डेंसिटी 0 बनाने के लिए यह जो कुछ भी फ्री स्टेप की आवश्यकता है यह o d आवश्यक है जो H od है यह नेगेटिव वैल्यू होगा इसे वास्तव में केर्सिव फ़ोर्स कहा जाता है मुझे इसे क्लियर करने दें तो यह वास्तव में यह है एक कि मेग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ o d रेसिदुअल मेग्नेटीसम को हटाने के लिए आवश्यक है जिसे केर्सिव फ़ोर्स कहा जाता है रिफर स्लाइड टाइम 2927 तो हिस्टैरिसीस और एड़ी कर्रेट लोस जब मेग्नेटिक मटेरियल फ्लक्स डेंसिटी के साइक्लिक वेरिएशन से गुजरती है उनमें हिस्टैरिसीस और एड़ी करंट पॉवर लोस होती है जिसे एक साथ कोर लोस के रूप में जाना जाता है कोर लोस का अर्थ है हिस्टैरिसीस लोस एड़ी करंट लोस देखेंगे बाद में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इसके बाद toπcतो और हीट के रूप में दिखाई देते हैं रिफर स्लाइड टाइम 2950 इसलिए ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर वृद्धि रेटिंग और एफिशिएंसी को निर्धारित करने में कोर लोस महत्वपूर्ण है यह देखेगा कि मशीनें और अन्य एसी ओपरेटेड इलेक्ट्रो जिसे एसी ओपरेटेड इलेक्ट्रोमेग्नेटिक डिवाइस कहते हैं रिफर स्लाइड टाइम 3007 तो अब हिस्टैरिसीस के कारण पॉवर लोस वास्तव में यह फार्मूला की या K h fBmax to power n जिसे Vwatts कहते हैं के लिए एक एमरिकल फार्मूला emπrical formula है तो V वोल्टेज नहीं है V मटेरियल कि वैल्यू है तो K उसकी करक्टेरस्टिक कांस्टेंट की कोर मटेरियल n स्टीनमेट्ज़ एक्सपोनेंट रेंज 15 20 टिपिकल मान 16 है इसलिए इसे स्टीनमेटज़ कॉन्स्टेंट कहा जाता है और V मीटर क्यूब में मटेरियल का वॉल्यूम यह V वास्तव में मीटर क्यूब वॉल्यूम है और f सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ है यह f हर्ट्ज़ में है यह हिस्टैरिसीस लोस के लिए क्या कॉल का फार्मूला है रिफर स्लाइड टाइम 3053 इसी तरह एड़ी करंट पावर लोस के लिए यह Kef2Bmax2 Vwatt दिया जाता है कुछ मटेरियल के लिए इसे प्राप्त किया जा सकता है लेकिन यहां जिसे कॉल करना है वह डेरिवेशन और अन्य चीज नहीं दे रहा है बस यह ध्यान रखें कि Ke f2Bmax2 Vwatt है तो Ke कोर की करक्टेरस्टिक कांस्टेंट है तो अब तक मेग्नेटिक सर्किट पर लिटिल बिट के संबंध में क्या कह सकते है रिफर स्लाइड टाइम 3125 अब अगला मेग्नेटिक रूप से कपल्ड सर्किट है इसलिए जब उनके बीच संपर्क के साथ या बिना दो लूप उत्पन्न मेग्नेटिक फील्ड उनमें से एक के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उन्हें मेग्नेटिक रूप से कपल्ड कहा जाता है मान लीजिए दो छोरों के बीच या बिना संपर्क के दो लूप हैं उन्हें लेकिन उत्पन्न मेग्नेटिक फील्ड के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उनमें से एक उन्हें मेग्नेटिक रूप से कपल्ड कहा जाता है फिर दो लूप होते हैं यदि एक लूप ले जा रहा है जो उस समय को बदलता है और दूसरा लूप जो कुछ फ्लक्स होगा कुछ फ्लक्स को दूसरे कॉइल से जोड़ देगा और उन्हें वास्तव में मेग्नेटिक रूप से कपल्ड कहा जाता है रिफर स्लाइड टाइम 3204 अब म्यूच्यूअल इंडक्शन अब जब दो इंडक्टर्स या कॉइल एक दूसरे के करीब होते हैं मेग्नेटिक फ्लक्स बाद में सर्किट डायग्राम में देखेंगे मेग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल में उत्पन्न करंट से अन्य कॉइल के साथ लिंक वहाँ इंडयुसिंग वोल्टेज से में और इस फीनोंमिना को म्यूच्यूअल इंडक्शन के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है कि जब दो इंडक्टर या दो कॉइल एक दूसरे के निकट निकटता में होते हैं तो मेग्नेटिक फील्ड एक कॉइल में उत्पन्न होता है दूसरे कॉइल के साथ लिंक होता है वहां इंडयुसिंग वोल्टेज होता है इस फीनोंमिना को म्यूच्यूअल इंडक्शन के रूप में जाना जाता है रिफर स्लाइड टाइम 3242 तो उदहारण के लिए मान लीजिए कि यह सरल सर्किट है यह करंट करंट सोर्स है जो दिखाया गया है कि यह आसान समझने के लिए है और इसके अक्रॉस v के बियॉन्ड वोल्टेज है यह ∅ है कि फ्लक्स क्या कॉल करता है यह एक समय बदलता है जिसे कॉल करना है करंट और यह फ्लक्स है और इसमें N नंबर ऑफ़ टर्न है तो प्रोडयुसड मेग्नेटिक फ्लक्स N टर्न के साथ एक सिंगल कॉइल को क्या कहते हैं तो इस मामले में भी अगर क्या कॉल है कि यह क्या कॉल है यह फ्लक्स की क्या डायरेक्शन की डायरेक्शन है और यह N टर्न है रिफर स्लाइड टाइम 3320 तो उस स्थिति में फैराडे लौ के अनुसार फैराडे लौ के अनुसार इसलिए कॉइल में इंडयूस्ड वोल्टेज v नंबर ऑफ़ टर्न N और फ्लक्स के मेग्नेटिक परिवर्तन की समय दर के प्रपोरशनल होता है v Nd d t तो इसका मतलब है v Nd d t लेकिन सवाल यह है कि यह ∅ फ्लक्स ∅ यह करंट I पर निर्भर करता है यदि I घटता है तो घटेगा अगर I बढ़ता है तो बढ़ जाएगा तो यह वास्तव में वास्तव में एक है जिसके लिए यह कहता है कि यह I का एक फंक्शन है रिफर स्लाइड टाइम 3409 तो उस स्थिति में क्या होगा यानी कि यह इक्वेशन यह N d d t एक चैन रूल के रूप में लिख सकता है तो d i d idt लिख सकता है तो यह d d i और d i d t है तो यह टर्म N d d i यह वास्तव में L है वह इंडकटेन्स जिसका अर्थ है vL d i d t जिसने पहले भी देखा है तो L d i d t और LN L Nd d i या सामान्य तौर पर कभी कभी लिख सकते हैं मुझे इसे क्लियर करने दें रिफर स्लाइड टाइम 3449 इसका मतलब है कि कभी कभी लिखें कि LN∅ i जिसका अर्थ है LiN यह नुमेरिकल के लिए भी आवश्यक है कि LiN रिफर स्लाइड टाइम 3510 तो इसका मतलब है v L और L Nd इसलिए कॉइल का इंडक्शन आमतौर पर सेल्फ इंडक्शन कहलाता है तो यह वास्तव में इस तरह के कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्शन है और यहाँ इस के आसपास के कॉल में कोई अन्य कॉइल नहीं है कोई अन्य कॉइल नहीं है रिफर स्लाइड टाइम 3529 तो अगला मान लीजिए कि यह वही कॉल है जो कॉइल 1 के संबंध में कॉइल 2 के म्यूच्यूअल इंडक्शन M 2 1 में दो कॉइल हैं अब यहां एक करंट सोर्स है i1 t वहां है इस तरफ यह नहीं है तो यह वोल्टेज है अर्लिअर वोल्टेज यहाँ मापा जाता है v 2 और दो कॉइल हैं अगर मेरा टोटल फ्लक्स लिंकेज है अगर टोटल फ्लक्स लिंकेज कहते हैं तो इस कॉइल 1 के लिए मेरा यह कहें 1 यह कॉइल 1 है यह मेरी कोइल 1 है और यह मेरा कॉइल 2 है यह इंडकटेन्स L 1है इंडकटेन्स L 2 है तो टोटल फ्लक्स ∅1 तो है ∅ 1 1 फ्लक्स लिंकेज है जिसे इस कॉइल 1 कहते हैं इसके अलावा 1 दूसरे पथ के लिए यह ∅ 1 को ∅ कॉइल 1 के साथ साथ कॉइल 2 को भी लिंक करेगा यह है वास्तव में म्यूच्यूअल फ्लक्स तो यह∅ 1 ∅ 1 1∅ 1 2 वास्तव में क्या कर रहे हैं ∅1 टोटल फ्लक्स है जो इस कॉल को लिंक करता है जो कॉइल 1 को लिंक करता है लेकिन ∅ 1 2 वास्तव में कॉइल को लिंक करता है यह यह दूसरा भाग है कॉइल को जोड़ना तो ∅ 1 1 ∅ 12 यह कॉइल 1 को जोड़ता है और ∅ 1 2 केवल कॉइल 2 को जोड़ता है इसलिए 1∅ 1 1∅ 1 2और जब कभी भी कहें तो कॉइल 1 के नंबर ऑफ़ टर्न N 1 है और कॉइल N 2 में नंबर ऑफ़ टर्न और म्यूच्यूअल इंडकटेन्स M 2 1 का अर्थ है 2 1 का अर्थ कॉइल 2 के संबंध में कॉइल 1 है जब कहते हैं किM 2 1 का अर्थ है कॉइल 1 एक्ससाईंटेड है कुछ करंट i1के कारण और वह बात है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूच्यूअल इंडकटेन्स M 2 1यह है कि यह एक M 2 1 है तो कॉइल 1 के संबंध में कॉइल 2 का म्यूच्यूअल इंडकटेन्स M 2 1 जब भी M 2 1का अर्थ लिखें यह वास्तव में कॉइल 2 का म्यूच्यूअल इंडकटेन्स है कॉइल 1 के संबंध में यह तरीका पढ़ेगा सफिक्स 2 1 का यह अर्थ उस तरह है म्यूच्यूअल इंडकटेन्स M 2 1 कॉइल 1 के संबंध में कॉइल 2 के संबंध में जो कुछ भी लिख रहा है Glossary English Word Word Meaning study स्टडी अध्यन करना area एरिया क्षेत्र produce प्रडयूज़ उत्पन्न element एलिमेंट तत्व medium मीडियम माध्यम curling कर्लिंग घुमावदार uniform यूनिफार्म एक समान long लॉन्ग लम्बा straight स्ट्रैट सीधा established इसटैबलीशड स्थापित करना defined डिफाइंड परिभाषित करना circumference सरकमफेरेंस परिधि consider कंसीडर विचार करना diameter डायमीटर व्यास area एरिया क्षेत्रफल analogy एनालोगी अनुरूप grab ग्रैब पकड़ना neighbouring नेबरिंग पडोसी decrease डिक्रिस घट जाना characteristic कैरेक्टरिस्टिक विशेषता